इस पेज रिप्लेसमेंट के लिए जो अगला एल्गोरिथ्म हम देखेंगे वह है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड या LRU एल्गोरिथम इसलिए यह भविष्य के बजाय पिछले ज्ञान का उपयोग करता है तो पहले हमने ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी को देखा है तो यह ठीक है लेकिन हम भविष्य में नहीं देख सकते हैं लेकिन हम हमेशा अतीत में देख सकते हैं इसलिए अतीत को देखते हुए हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम किसी प्रोग्राम के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए यह अचानक नहीं बदलता है इसलिए उस प्रिंसिपल के आधार पर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि भविष्य के संभावित रेफरेंस क्या हो सकते हैं और इसके आधार पर हम विक्टिम पेज का चयन करने का प्रयास करते हैं इसलिए यह भविष्य के बजाय पिछले ज्ञान का उपयोग करता है और उस पेज को रिप्लेस करता है जिसका उपयोग पिछले काफी लंबे वक्त तक नहीं किया गया है इसलिए यदि किसी पेज को पिछले काफी लंबी अवधि के लिए रेफर नहीं किया गया है तो यह बहुत अधिक संभावना है कि अन्य पेज की तुलना में इस पेज को निकट भविष्य में भी रेफर नहीं किया जाएगा इसलिए उस पेज को रिप्लेस करें जिसका उपयोग पिछले काफी लंबे समय तक नहीं किया गया है और इसलिए प्रत्येक पेज के साथ अंतिम उपयोग का समय को अंकित किया जाता है इसलिए इस जानकारी को प्रत्येक पेज के साथ रखा जाना चाहिए जैसे कि यह आखिरी बार कब एक्सेस किया गया था तो मान लीजिए कि यह मेरा रेफरेंस स्ट्रिंग 7 0 1 2 इत्यादि है इसलिए यदि आप पहले कुछ पेज के लिए इस LRU या लिस्ट रिसेंटली यूज्ड नीति का अनुसरण कर रहे हैं तो यह बहुत दिलचस्प नहीं है क्योंकि यह पेज वहां नहीं था और फ्रेम भी फ्री हैं तो 7 को यहां लोड किया गया है फिर इस 0 को यहां लोड किया गया है 1 को यहां लोड किया गया है अब यह पेज नंबर 2 आता है अब पेज संख्या 2 जिसे अभी हम देख रहे हैं तो हाल ही में किस पेज का उपयोग किया गया है तो हाल के समय में आप देखते हैं कि इस पेज संख्या 7 का उपयोग लंबे समय पहले किया गया है इसलिए हाल के समय में इसका उपयोग नहीं किया गया है इसलिए हम इस पेज नंबर 7 को इस पेज नंबर 2 से बदल सकते हैं इसलिए इस तरह हम एक विक्टिम का चयन करने का प्रयास करते हैं इसलिए मूल रूप से हम पीछे देखते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस पेज को सबसे अधिक समय तक या सबसे बड़ी मात्रा में समय के लिए रेफर नहीं किया गया है तो इस 7 को यहाँ 2 से बदल दिया जाता है फिर यह 0 तो 0 पहले से ही वहां है अब 3 आता है अब यदि आप इस पेज 2 और 0 को देखते हैं उन्हें निकट अतीत में रेफर किया गया है लेकिन इस पेज संख्या 1 को निकट अतीत में रेफर नहीं किया गया है तो इस 1 को 3 से बदल दिया जाता है फिर यह 0 आता है परंतु यह 0 पहले से ही वहां है फिर यह 4 आता है पेज 2 को निकट अतीत में रेफर नहीं किया गया है तो यह 2 को 4 से बदल दिया जाता है अब फिर से पेज 2 का रेफरेंस आता है फिर से पीछे देखें तो इस 4 0 और 3 में से 3 को लंबे समय पहले रेफर किया गया है तो इस 3 को 2 से बदल दिया गया है फिर से 3 का रेफरेंस है और फिर से 4 0 2 को देखते हैं 0 को लंबे समय पहले रेफर किया गया है तो इस 0 को 3 से बदल दिया जाता है फिर से 0 का रेफरेंस आता है और 4 को लंबे समय पहले रेफर किया गया है तो इस 4 को 0 से बदल दिया जाता है फिर यह 3 2 क्योंकि वे पेज पहले से ही वहां थे इसलिए यह पेज फॉल्ट नहीं हैं तो फिर से 1 यदि आप फिर से इस 0 3 2 को देखो तो 0 को लंबे समय पहले रेफर किया गया है तो 0 को 1 से बदल दिया जाता है इसलिए यह 1 3 2 हो जाता है फिर 2 का रेफरेंस आता है और यह ठीक है कि 2 पहले से ही मौजूद है अब जब 0 के लिए रेफरेंस है तो यह फिर से वापस पड़ताल करते हैं पाते हैं कि उपयुक्त पेज 3 है तो 3 को 0 से बदल दिया जाता है और उसके बाद 1 पहले से ही है अब आता है 7 तो 1 0 और 2 में से 2 लंबे समय पहले रेफर किया गया पेज है जिसे 2 कहा गया है तो इस 2 को 7 से बदल दिया जाता है वहां अब यह 0 और 1 हैं अब कितने पेज फॉल्ट हैं तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज फॉल्ट को जन्म देता है इसलिए पेज रिप्लेसमेंट एफआईएफओ में है इसलिए हमारे पास पेज फॉल्ट की संख्या अधिक थी यहाँ हमें पेज फॉल्ट की संख्या कम मिली है तो एफआईएफओ से बेहतर है लेकिन ओपीटी की तुलना में सबसे खराब है इसलिए आम तौर पर यह एक अच्छा एल्गोरिथ्म है और अक्सर इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह इस प्रोसेस के व्यवहार पर निर्भर है इसलिए हम कभी देखेंगे कि प्रोसेस लोकेलिटी की अवधारणा क्या है इसलिए यदि आप एक प्रोग्राम बिहेवियर को देखते हैं यदि यह कुछ कोड रेफर कर रहा है तो यह यहां कुछ लोकेशन का जिक्र कर रहा है तो यह बहुत निकट भविष्य में संभावना है कि यह केवल आसपास के क्षेत्र में रेफर होगा यदि यह पेज यदि यह विशेष इंस्ट्रक्शन इस विशेष पेज से संबंधित है तो निकट भविष्य में इस प्रोसेस को रेफर करेगा जो केवल इस पेज को रेफर करेगा इसलिए यह बेहतर है कि यदि निकट अतीत में किसी पेज को रेफर किया गया है तो यह बेहतर है कि हम उस पेज को रिप्लेस नहीं करते हैं क्योंकि संभावना है कि पेज को निकट भविष्य में फिर से रेफर किया जाएगा इसलिए जो भी पेज लंबे समय से रेफर नहीं किया गया है उस पेज को हम संभवतः नए पेज से बदल सकते हैं तो यह समस्या लोकेलिटी बिहेवियर है अगर तब से क्योंकि यह लोकेलिटी है तो यह उम्मीद की जाती है कि अगर इस एल्गोरिदम को लागू किया जा सके तो हम बेहतर कर सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि हम इस एल्गोरिथ्म को कैसे लागू करें तो आपको यह कैसे याद है कि किस पेज को कब रेफर किया गया था इसलिए हमें पेजों के साथ जुड़े समय के अनुसार कुछ करना होगा और वह एल्गोरिथ्म कार्यान्वयन को फीफो एल्गोरिथम की तुलना में थोड़ा महंगा बना देता है जहां हम केवल पेज नंबर का एक सरल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू रख सकते हैं और वहाँ से हम बहुत आसानी से विक्टिम पेज का चयन कर सकते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं है हमें इस रेफरेंस के समय को याद रखना होगा इसलिए एक संभावना यह है कि हम पेज के लिए एक काउंटर आधारित काउंटर का उपयोग करते हैं इसलिए प्रत्येक पेज टेबल प्रविष्टि में एक काउंटर जुड़ा होता है और हर बार जब कोई पेज इस प्रविष्टि के माध्यम से रेफर होता है तो घड़ी को काउंटर में कॉपी किया जाता है तो मूल रूप से यह क्या कहता है कि हमारे पास पेज टेबल है और पेज टेबल में हम फ्रेम नंबर और वैध या अवैध बिट को संग्रहीत करते हैं और साथ ही हम एक और प्रविष्टि रखते हैं जो समय मान या काउंटर मान है इसलिए जब भी किसी विशेष पेज को रेफर किया जाता है तब हम वर्तमान घड़ी की वैल्यू को कॉपी करते हैं तो इस तरह से किसी भी समय पर अगर आपको यह पता लगाना है कि किस पेज को बदलना है तो आप उस पेज का पता लगाते हैं जिसे कम से कम क्लॉक टाइम मिला है इसलिए घड़ी को काउंटर फ़ील्ड में कॉपी किया जाता है और आप उस पेज को बदलते हैं जिसका समय मान सबसे कम होता है और स्वाभाविक रूप से हमें तालिका के माध्यम से खोज करने की आवश्यकता होती है तो यह एक और समस्या है इसलिए जब भी आप पेज रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो हमें यह पता करने के लिए कि किस पेज को न्यूनतम टाइमिंग मिली है यह जानने के लिए इस पूरी तालिका के माध्यम से खोज करनी होगी तो यह काउंटर आधारित कार्यान्वयन है एक और संभावित कार्यान्वयन है स्टैक आधारित स्टैक आधारित कार्यान्वयन के लिए एक डबल लिंक रूप में पेज संख्याओं का स्टैक रखा जाता है यदि पेज को रेफर किया जाता है तो इसे शीर्ष पर ले जाते हैं और इस तरह से हमें इस तरह की स्थिति मिलती है इसलिए हम मान लेते हैं कि कुछ समय में हमें 5 6 7 8 पेज मिलेंगे मान लीजिए कि मुझे 4 मेमोरी फ्रेम मिल गए हैं और इसे एक डबल लिंक लिस्ट में रखा गया है तो यह स्टैक के टॉप पर है अब मान लीजिए मेरा अगला पेज रेफरेंस पेज संख्या 7 के लिए है इसलिए मुझे जो करना है वह यह है कि मुझे इस पेज संख्या 7 को स्टैक के टॉप पर लाना है इसलिए इस शीर्ष को यहां जाना होगा तो यह किया जा सकता है लेकिन हमें कुछ पॉइंटर को संशोधित करने की आवश्यकता है इसलिए चूंकि यह शीर्ष पर था तो यह सबसे अगला रेफरड पेज था तो हम क्या करते हैं कि हम इस पॉइंटर को निकालते हैं और इसे 5 के तरफ पॉइंट करवाते हैं और फिर उसके बाद इस 5 से यह 6 की ओर पॉइंट कर रहा था इसलिए 6 को बनाया जाएगा तो यह पॉइंटर 8 को पॉइंट करेगा तो यह 7 5 6 8 हो जाता है इसलिए और रिवर्स साइड पर यह 8 आखिरी है तो इस पॉइंटर को अब संशोधित किया जाना है तो इस 8 को 6 पॉइंट करना चाहिए ठीक है इसलिए इस पॉइंटर को संशोधित करना होगा तो इस तरह से आप इस पेज को पॉइंटर्स के इस सेट को इस तरह से संशोधित कर सकते हैं ताकि यह 7 स्टैक के शीर्ष पर आ जाए तो यह दिखाया जा सकता है कि 6 पॉइंटर्स हेरफेर करके ऐसा किया जा सकता है तो आप इस पेज को स्टैक के शीर्ष पर ला सकते हैं जिसे अगले बार रेफर किया जा सकता है तो जो लाभ आपको मिलता है वह है टॉप हमेशा स्टैक के टॉप की ओर पॉइंट करता है इसलिए मुझे पिछले उदाहरण के जैसा खोज करने की आवश्यकता नहीं है जहां मुझे टेबल में न्यूनतम क्लॉक टाइम के प्रविष्टि का पता लगाने की आवश्यकता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो यह एक स्टैक आधारित कार्यान्वयन है इसलिए स्वाभाविक रूप से हम जो कुछ भी करते हैं वह बहुत सरल नहीं है यह LRU कार्यान्वयन बहुत सरल नहीं है तो इसके लिए कुछ विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है लेकिन यह अभी भी धीमा है क्योंकि हमें या तो कुछ काउंटर की आवश्यकता है और यह काउंटर वहां उपस्थित होना चाहिए और विशेष रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि पेज टेबल का कुछ हिस्सा एसोसिएटिव मेमोरी में रखा जाता है तो वहाँ इस TLB को इस समय और इस घड़ी के समय के लिए समायोजित करना चाहिए और प्वाइंटर मैनिपुलेशन करना होगा तो इस तरह से समय लगता है तो इस तरह से हमारे पास कुछ विशेष हार्डवेयर होना चाहिए तो संभवतः मेमोरी मैनेजमेंट इकाई में यह हार्डवेयर इनबिल्ट होगा ताकि इस LRU का समर्थन किया जा सके अब LRU और OPT इसलिए ये स्टैक एल्गोरिदम के मामले हैं जो बेलीडीजअनोमालीBelady's anomaly से पीड़ित नहीं हैं तो FIFO भी है लेकिन FIFO बेलीडीज अनोमालीBelady's anomaly से पीड़ित है लेकिन LRU और OPT नहीं तो ये स्टैक एल्गोरिदम हैं और यह दिखाया जा सकता है कि जब भी आपको स्टैक एल्गोरिदम मिला है तो वे इस बेलीडीज अनोमालीBelady's anomaly से ग्रस्त नहीं हैं तो यह स्टैक एल्गोरिदम का एक उदाहरण है इसलिए सबसे हाल के पेज रेफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैक का उपयोग करें तो मान लीजिए कि यही स्थिति है इस बिंदु तक इसलिए यदि आप इस तक देख रहे हैं तो मान लें कि यह स्थिति थी तो यह 2 सबसे हाल ही में एक्सेस किया गया पेज था तब यह 1 था फिर 0 फिर 7 और फिर 4 तो यह स्टैक है इस पेज के बाद 7 को एक्सेस किया गया है जो कि इस बिंदु के बाद रेफरेंस है इसलिए हमें सबसे ऊपर 7 मिला है तो यह 7 2 1 0 4 है ताकि पूरी बात को फिर से व्यवस्थित किया गया है तो इसलिए यह स्टैक में 7 2 1 0 4 हो जाता है इसलिए हमारे पास सबसे हाल के पृष्ठ संख्या रेफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टैक होता है और हम उन्हें इस स्टैक में रखते हैं तो इस स्टैक को कैसे लागू किया जाएगा यह एक मुद्दा है लेकिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह स्टैक एल्गोरिदम बनाया जा सकता है और यह इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को बनाने के लिए मददगार हो सकता है अब चूंकि LRU कार्यान्वयन महंगा है इसलिए LRU के लिए कुछ सन्निकटन एल्गोरिदम हैं तो उनमें से एक को रेफरेंस बिट एल्गोरिथ्म के रूप में जाना जाता है इसलिए रेफरेंस बिट एल्गोरिथ्म यह कहता है कि प्रत्येक पेज के साथ एक हार्डवेयर प्रदत बिट को जोड़ना है जो कि प्रारंभ में 0 है जब पेज रेफर होता है तो संबंधित बिट 1 पर सेट हो जाता है और यदि किसी भी मौजूद पेज का रेफरेंस बिट 0 है तो उसे रिप्लेस किया जाता है लेकिन हमें हालांकि अनुक्रम पता नहीं होता है इसलिए हमें यह पता चल गया है कि LRU एल्गोरिदम मूल रूप से क्या करने की कोशिश कर रहा था तो यह एक पेज का चयन करने की कोशिश कर रहा था जिसे लंबे समय पहले रेफर किया गया है ओके अब यदि कोई पेज ऐसा है इसलिए किसी भी समय यदि हम पेज टेबल में देखते हैं इसलिए अगर हम पेज टेबल में देखते हैं तो हमें फ्रेम नंबर के अलावा वैध या अवैध बिट मिलते हैं तो हम एक और बिट मिल गया है तो जिसे हम रेफरेंस बिट कहते हैं ओके तो यह संदर्भ बिट शुरू में 0 पर सेट है इसलिए जब भी किसी विशेष पेज को इस फ्रेम में लोड किया जाता है तो मान लीजिए कि इस विशेष पेज को फ्रेम 5 में लोड किया गया है इसलिए यह वैध है और यह रेफरेंस बिट 0 पर सेट है ओके इसलिए इसे अभी कुछ समय बाद रेफर नहीं किया जाएगा जब इस पेज को रेफर किया जाएगा तो यह बिट 1 पर सेट हो जाएगा अब कुछ समय बाद यदि हमें एक पेज खोजना है जिसे हम विक्टिम पेज के रूप में चयनित करने जा रहे हैं तो क्या हम इस से इस टेबल के माध्यम से एक पेज की तलाश कर सकते हैं जिसका रेफरेंस बिट 0 पर सेट है और यदि रेफरेंस बिट 0 है स्वाभाविक रूप इसका मतलब है प्रोग्राम के लोकेलिटी रिफरेंस के सिद्धांत के अनुसार पेज को रेफर नहीं किया गया है इसलिए इसे निकट भविष्य में रेफर नहीं किया जाएगा तो हम इस पेज को विक्टिम पेज के रूप में चुन सकते हैं अब एक बात जो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विशेष पेज को बहुत पहले रेफर किया गया था तो यह पेज संख्या 5 यह लंबे समय पहले रेफर किया गया था पेज संख्या i इसे बहुत पहले रेफर किया गया था तो इस बिट को 1 पर सेट किया गया था और इसके बाद बहुत समय बीत चुका है लेकिन हमने यहां जो कुछ भी लिखा है वह हमें यह ध्यान देने का कोई प्रावधान नहीं देता है कि पेज को निकट अतीत में रेफर नहीं किया गया है इसलिए हम जो कर सकते हैं वह समय समय पर हम इन सभी रेफरेंस बिट्स को 0 पर सेट कर सकते हैं या हम इन सभी रेफरेंस बिट्स को 0 पर रीसेट कर सकते हैं इसलिए समय समय पर हम इन सभी बिट्स को 0 पर रीसेट कर देते हैं ओके फिर जैसा कि प्रोग्राम चल रहा है यह पेज रेफरेंस उत्पन्न करेगा और यदि यह पेज i वास्तव में एक उपयोगी पेज है तो बहुत जल्द बिट को 1 में बदल दिया जाएगा यह रेफरेंस बिट 1 हो जाएगा इसलिए कुछ अन्य पेज बहुत महत्वपूर्ण पेज बहुत कम समय अंतराल के भीतर आता है तो यह बिट भी 1 के बराबर हो जाता है इसलिए इस तरह से जो पेज प्रोसेस के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे बहुत जल्द ही संभवत 1 हो जाएंगे जबकि वे रीसेट हो गए थे इसलिए जब किसी पेज को रेफर किया जाता है तो संबंधित बिट को 1 पर सेट किया जाता है और किसी भी पेज जिसका रेफरेंस बिट के साथ 0 है को बदल दिया जाता है अगर 1 मौजूद है बेशक हमें उस ऑर्डर का पता नहीं है जिसमें ऐसा है यह पूर्ण एलआरयू नहीं है क्योंकि यह इस बात पर नज़र नहीं रख रहा है कि किस पेज को लंबे समय तक रेफर नहीं किया गया था तो यह उन सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करता है ठीक इसलिए वे सभी पेज जिनके रेफरेंस बिट 0 हैं उन्हें विक्टिम पेज के रूप में चयनित होने की समान संभावना है तो यह निश्चित रूप से एक समस्या है तो यह LRU एल्गोरिथ्म नहीं है इसलिए यह LRU का एक अनुमान है तो एक और विनियोग जो आपके पास है वह सेकंड चांस एल्गोरिथ्म के रूप में जाना जाता है तो सेकंड चांस एल्गोरिथ्म में ऐसा होता है कि हमें यह पहली बार पहली पॉलिसी में मिला है और एक हार्डवेयर रेफरेंस बिट प्रदान किया है यदि पेज को रिप्लेस किया जाना है तो रेफरेंस बिट 0 के बराबर होता है हम इसे रिप्लेस करते हैं अन्यथा यदि रेफरेंस बिट उस स्थिति में 1 है तो आप रेफरेंस बिट को 0 पर सेट करते हैं और पेज को मेमोरी में छोड़ देते हैं और अगले पेज को उसी नियमों के अधीन रिप्लेस करते हैं तो यहां ऐसा होता है कि हमें यह पेज टेबल मिल गई है और एक रेफरेंस बिट है तो एक रेफरेंस बिट है तो यह FIFO नीति का पालन कर रहा है इसलिए माना जाता है कि मुझे ये पेज इसी क्रम में संग्रहीत करना हैं तो यह सबसे पुराना पेज है तो यह बढ़ते हुए क्रम में है लिए यह इस तरह से सबसे पुराना पेज है और शुरू में जब भी किसी पृष्ठ को रेफर किया जाता है तो उस बिट को 1 मान लिया जाता है तथा यह सभी बिट्स 1 हैं इसका अर्थ है कि इन पेजों को रेफर किया गया है इसलिए यदि इस पेज को रेफर किया गया है तो भले ही यह इस में सबसे ऊपर की प्रविष्टि हो मेमोरी में सबसे पुरानी प्रविष्टि हो इसे रिप्लेस नहीं किया जाता है क्योंकि इसका रेफरेंस बिट 0 है इसलिए इसके बजाय हम इस रेफरेंस बिट को 0 पर सेट करते हैं इसलिए यदि हम एक पेज खोजते हैं जिसके लिए रेफरेंस बिट 0 है तो वह पेज प्रतिस्थापित किया जाएगा तो इस विशेष पेज को प्रतिस्थापित किया जाएगा इसलिए यह सभी यह सभी संदर्भ बिट्स 0 हो जाएंगे इसलिए हम रेफरेंस बिट में देखते हैं इसलिए यदि हम पाते हैं कि रेफरेंस बिट 1 के बराबर है तो हम उस पेज को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं हम क्रम में अगले पेज पर जाते हैं लेकिन ऐसा करने से पहले हम इस विशेष पेज के रेफरेंस बिट को 0 के बराबर बनाते हैं इसलिए इसे सेकंड चांस एल्गोरिथ्म के रूप में जाना जाता है तो नाम इस तथ्य से आता है कि जिस पेज को रेफर किया गया है तो रिप्लेस होने से पहले इसे एक और मौका मिलता है ठीक है तो पेज के बीच में पेज को फिर से रेफर किया जा सकता है ठीक है तो अगर इसे t के लिए रेफर किया जाता है तो यह फिर बिट 1 के बराबर हो जाएगा तो इस तरह से इसे जीवित रहने का एक और मौका मिलता है तो यह स्थिति है तो मान लीजिए अगले विक्टिम यह है ठीक है तो यह पेज इस क्यू में हैं जैसे कि सर्कुलर क्यू तो अगला विक्टिम इस विशेष पेज को कहा जाता है लेकिन चूंकि इस पेज का रेफरेंस बिट 1 के बराबर है इसलिए इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है इसलिए इसके बजाय रेफरेंस बिट 0 पर रीसेट है और हम उस पेज पर आते हैं जिसका रेफरेंस बिट वर्तमान में 0 है तो यह बात है तो यह इस पर आता है और यह पेज बदल जाता है तो यह सेकंड चांस या घड़ी एल्गोरिदम काम करता है तो इस तरह से सेकंड चांस एल्गोरिथम या क्लॉक एल्गोरिदम काम करता है तो यह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है एक और संशोधित सेकंड चांस एल्गोरिथ्म है जो रेफरेंस बिट का उपयोग करके एल्गोरिदम को बेहतर बनाता है तो यह दो बिट का उपयोग करता है रेफरेंस बिट्स और मॉडिफाइड बिट तो वास्तव में यदि आप रेफरेंस बिट में देखते हैं तो यह क्या कहता है कि एक पेज के लिए यदि रेफरेंस बिट सेट है तो उस पेज को रिफर किया गया है दूसरे और मॉडिफाइड बिट यह बता रहा था कि पेज को मॉडिफाइड किया गया है या नहीं इसलिए यदि किसी पेज को मॉडिफाइड नहीं किया गया है तो रिप्लेसमेंट करते समय मुझे पेज को सेकेंडरी मेमोरी पर वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस पेज पर कोई लेखन नहीं किया गया है दूसरी ओर यदि संशोधित बिट 1 के बराबर है तो जब पेज को विक्टिम के रूप में किसी अन्य पेज से रिप्लेस करने के लिए चुना जाता है इसे पहले डिस्क पर वापस लिखना होता है इसलिए यदि आप इस रेफरेंस बिट और मॉडिफाइड बिट को देखते हैं किसी विशेष पेज के लिए तो अगर दोनों बिट 0 के बराबर है इसका मतलब है यह न तो हाल ही में उपयोग किया गया है और न ही संशोधित किया गया है इसलिए इसे लंबे समय पहले मेमोरी में लोड किया गया था और उसके बाद इसे हाल के दिनों में रिफर नहीं किया गया है इसलिए बदलने के लिए यह सबसे अच्छा पेज है क्योंकि इसे निकट अतीत में रेफर नहीं किया गया है और इसमें कोई संशोधन भी नहीं है तो इसे वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है फिर यह 0 1 तो यह हाल ही में उपयोग नहीं किया गया है लेकिन संशोधित क्या गया है ठीक है इसलिए यह पिछली श्रेणी यानी 0 0 श्रेणी के रूप में काफी अच्छा नहीं है क्योंकि हमें प्रतिस्थापन से पहले लिखना होगा और 1 0 तो हाल ही में उपयोग किया गया है लेकिन यह एक साफ पेज है इसलिए मुझे वापस इसे मेमोरी में राइट बैक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चूंकि यह एक रेफर किया गया है है इसलिए यह संभावना है कि निकट भविष्य में इसे फिर से रेफर किया जाएगा और 1 1 तो हाल ही में इस्तेमाल और संशोधित किया गया है इसलिए यह संभवतः सबसे खराब पेज है जिसे प्रतिस्थापित किया जाना है क्योंकि इसे रेफर किया गया है और इसे संशोधित भी किया गया है इसलिए शायद जल्द ही फिर से उपयोग किया जाएगा और अगर मैं इसे एक विक्टिम पेज के रूप में चुनता हूं तो मुझे इसे रिप्लेसमेंट से पहले राइट बैक करना होगा इसलिए रिप्लेसमेंट के लिए हम किस पेज का चयन कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से 0 0 सबसे अच्छी श्रेणी है क्योंकि यह साफ है और निकट अतीत में इसे रेफर नहीं किया गया है तो यह 0 0 पेज है यदि हम ऐसा पा सकते हैं तो इसे बदला जा सकता है इसलिए यदि हमें 0 0 नहीं मिलता है तो 0 1 अगला अच्छा विकल्प है क्योंकि इसे निकट अतीत में रेफर नहीं किया गया है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह संभावना है कि निकट भविष्य में इसका फिर से उपयोग नहीं किया जाएगा लेकिन इसे संशोधित करना होगा हालांकि हमें उस राइटिंग का ध्यान रखना होगा फिर हमें यह 1 0 श्रेणियां मिली हैं तो यह हाल ही में उपयोग किया जाता है लेकिन साफ है ऐसा इसलिए इसे जल्द ही फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यदि हम मूल रूप से इस क्रम में जा सकते हैं पहले मैं इस श्रेणी 0 0 के एक पेज का चयन करने की कोशिश करता हूं अगर मुझे कोई नहीं मिलता है तो मैं श्रेणी 0 1 में देखता हूं फिर से अगर मुझे कोई नहीं मिलता है तो श्रेणी 1 0 और फिर से 1 1 में देखें तो इस क्रम में जाएं इसलिए जब पेज रिप्लेसमेंट को क्लॉक स्कीम का उपयोग करने के लिए कहा जाता है लेकिन 4 वर्गों की जगह 4 वर्गों को प्रतिस्थापित करें जो सबसे कम गैर खाली वर्ग में पेज को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए हमें यह सर्कुलर क्यू मिल गई है और पहले उस घड़ी एल्गोरिथ्म में जो हमने देखा था इसलिए यह घड़ी नीति सेकंड चांस नीति ठीक है लेकिन हम केवल संदर्भित बिट के बजाय देख रहे हैं इसलिए हम इस संशोधित बिट और श्रेणी को भी देखते हैं और उपयुक्त प्रकार का खोजने लिए हमें कई बार वृत्ताकार कतार की खोज करनी पड़ सकती है हम अगला एल्गोरिथ्म गणना एल्गोरिथ्म को देखते हैं इसलिए यह प्रत्येक पेज पर किए गए संदर्भों की संख्या का एक काउंटर रखता है तो यह एक और बहुत ही दिलचस्प एल्गोरिथ्म है तो इन सभी गणना एल्गोरिथ्म इसलिए वे कई बार संदर्भों की एक संख्या रखते हैं जो प्रत्येक पेज पर किए गए हैं फिर ऐसे हमें इस श्रेणी में दो महत्वपूर्ण एल्गोरिदम मिले हैं उनमें से एक को लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड या एलएफआर एल्गोरिथ्म के रूप में जाना जाता है इसलिए उस पेज जिसकी जिसका अकाउंट वैल्यू सबसे कम हो से बदलें इसलिए प्रत्येक पेज तालिका प्रविष्टि में निश्चित रूप से संदर्भों की संख्या रखने वाला एक काउंटर होता है इस काउंटर का आकार काउंटर के ओवरफ्लो के लिए एक मुद्दा होता है तो इसलिए यह मानते हुए कि हम बार बार काउंटर की जाँच कर रहे हैं और फिर शायद हमें याद रहे हम काउंटर को पर्याप्त संख्या में बिट दे सकते हैं या हो सकता है कि कुछ समय बाद हम सभी काउंटर वैल्यू को कम करके ओम् मोडुलो को कुछ कर सकते हैं तो इस तरह से कि माड्यूलो ऑपरेशन सभी काउंटर बिट्स के लिए सभी पेज की सभी काउंटर प्रविष्टियों के लिए एक साथ किया जाता है तो निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम क्या यह कर सकते हैं कि इस काउंटर ओवरफ्लो समस्या का हल करते हैं मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह इस तरह है कि अगर मुझे पेज टेबल में हर प्रविष्टि मिल गई है तो इसे एक काउंटर मिल गया है अब जब भी संबंधित पेज को संदर्भित किया जाता है तो यह काउंटर वैल्यू बढ़ जाता है अब इस गिनती को एक निश्चित मान दिया गया है इसलिए कुछ समय बाद यह काउंटर ओवरफ्लो हो सकता है तो इससे बचने के लिए अगर मैं समय समय पर इन सभी काउंटर वैल्यू को देखता हूं और हम उन्हें सामान्य कर सकते हैं या हम उन सभी को 0 मोडुलो ऑपरेशन को यूज करके राउंड ऑफ कर सकते हैं तो मैं उस ओवरफ्लो की समस्या से छुटकारा पा सकता हूं तो इस तरह हम लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथ्म प्राप्त कर सकते हैं तो वह सबसे छोटी गणना वाली पेज से बदल देगा हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम भी हो सकता है इसलिए इस तर्क के आधार पर कि सबसे छोटी गणना वाला पेज शायद अभी लाया गया था और अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है इसलिए कम से कम अक्सर उपयोग की जाने वाली नीति इसलिए यह कहता है कि चूंकि गिनती मूल्य कम है इसलिए इसे कम से कम समय के लिए संदर्भित किया गया है इसलिए कम से कम समय इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पेज यदि मैं प्रतिस्थापित करता हूं तो यह अपेक्षा की जाती है कि इसमें सिस्टम प्रदर्शन में उल्लेखनीय रूप से बाधा उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि इस पृष्ठ को उतना संदर्भित नहीं किया जाएगा हालाँकि काउंटर लॉजिक इस तरह है कि हो सकता है कि किसी पेज को कम काउंट वैल्यू मिली हो क्योंकि पेज हाल ही में लोड किया गया था इसलिए इसे निकट अतीत में संदर्भित नहीं किया गया है क्योंकि यह काफी पुराना नहीं है तो उस में से सबसे अधिक बार उपयोग किया जाने वाला एल्गोरिथ्म की एक और संभावना है इसलिए यदि किसी पेज को संदर्भ की अधिकतम आवृत्ति मिली है इसलिए इसका मतलब है कि यह संभवतः काफी हद तक उपयोग किया गया है और निकट भविष्य में इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा तो इस तरह से सबसे अधिक बार उपयोग किया किया गया को शायद अन्य श्रेणी मैं रखते हैं इसलिए LFU और MFU दोनों का उपयोग करना महंगा है और आमतौर पर इस काउंटर अतिप्रवाह समस्या के कारण उपयोग नहीं किया जाता है जिस पर हमने चर्चा की थी इसलिए LFU और MFU दोनों को जैसा कि हमने देखा है कि दोनों को अपने काउंटर लॉजिक मिल गए हैं जो कि बेहतर के लिए होने वाला है तो यह काउंटर आधारित एल्गोरिदम उतना उपयोगी नहीं है इसलिए अधिकांश प्रणालियों में हम इस LRU नीति सेकंड चांस नीति और क्योंकि इस FIFO नीति को लागू करने में आसानी के कारण भी समर्थित हैं इसलिए अधिक जटिल एल्गोरिथ्म हैं जहां यह इनमें से कई नीतियों का संयोजन लेने की कोशिश करेगा और इस तरह यह और भी अधिक जटिल पेज रिप्लेसमेंट नीति के साथ आएगा जैसे कि वास्तव में हार्डवेयर द्वारा समर्थित हैं जो हम देखते हैं कि ये सभी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हैं इसलिए उन्हें कुछ मात्रा में हार्डवेयर समर्थन की आवश्यकता है इसलिए जब तक आपकी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उन समर्थन को प्रदान नहीं करती है तब तक ओएस डिजाइनर के लिए किसी विशेषपेज रिप्लेसमेंट योजना को चुनना संभव नहीं है इसलिए हम इसे अगली कक्षा में जारी रखेंगे